डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 6 में शुरू किया था का तीसरा और समापन हिस्सा है तो बस जल्दी से पुनर्कथन करने के लिए यह वे चीजें हैं जो हमने पिछले मॉड्यूल में की थीं मूल ऑपरेशन कैसे कार्य करता है वर्तमान मॉड्यूल में हम एक ऐसी विशेषता को समझना चाहते हैं जो एसक्यूएल क्वेरी में हम डेटा संशोधन की प्रक्रिया को समझना चाहेंगे और यह वे दो चीजें हैं जिन्हें यहां उल्लिखित किया गया है तो हमें नेस्टेड सब क्वेरी के साथ शुरू करते हैं एक नेस्टेड क्वेरी में किया जाएगा ताकि वास्तव में परिणाम निकाला जा सके तो यह एक नेस्टेड सब क्वेरी में कैसे काम करती है आपके लिए सब क्वेरी और इसी तरह के परीक्षणों के लिए है तो हम इसे देखें आप इस क्वेरी को पहले देख चुके हैं जोकि पतझड़ 2009 में पेश किए गए पाठ्यक्रमों को और वसंत 2010 के पाठ्यक्रमों को खोजने के लिए है इससे पहले हमने इसे कोडिंग से आएगी जिसमें पाठ्यक्रमों की पेशकश के बारे में जानकारी है जैसा कि हमने पहले ही देखा है तो वे दोनों बहुत आसान हैं अब हम क्या देखते हैं कि मैं कैसे उन पाठ्यक्रम को ढूंढता हूं जोकि पतझड़ 2009 एवं बसंत 2010 में पेश किए गए थे फिर पहला भाग पतझड़ 2009 में पेश किए गए पाठ्यक्रम यहां कोडेड किए गए हैं उस भाग में जहां विधेय कहता है कि सेमेस्टर पतझड़ होना चाहिए और यहाँ 2009 है तो यह हिस्सा भी हो गया है अब हमें जो कुछ भी मेरा मतलब है उसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अगर मुझे लगता है कि इसके बाद यह हिस्सा वहाँ नहीं था तो यह केवल मुझे वह पाठ्यक्रम देगा जो 2009 की पतझड़ में पेश किए गए थे लेकिन हम चाहते हैं पाठ्यक्रम जो 2009 पतझड़ और 2010 के वसंत में में आते हैं इसलिए हम कुछ दिलचस्प करते हैं मैं क्या करता हूं हम यहां एक अलग क्वेरी मुझे 2009 के वसंत में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम प्रदान करेगा तो हमारे पास पहले भाग में क्या है मेरे पास ऐसा है यदि आप इस भाग को देखते हैं तो यह पाठ्यक्रम जोकि पतझड़ 2009 में हुआ अगर हम इस भाग को देखें जो कि वे पाठ्यक्रम जोकि वसंत 2010 में हुआ था अब मुझे जो चाहिए मुझे वह चाहिए मुझे उन पाठ्यक्रमों में दिलचस्पी है जो दोनों में हुए इसलिए एक पाठ्यक्रम जो यहां मौजूद है के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि वह कोर्स आईडी के दूसरे भाग में निर्दिष्ट होता है जो 2010 के वसंत में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं यदि ऐसा है यदि कोर्स आईडी है और इस मामले में जैसा कि हमने देखा है कि इसका उपयोग सेट सदस्यता के लिए किया जाता है और यह एक मूल विचार है नेस्टेड सब क्वेरी के सही संदर्भ में रखने की कोशिश करते हैं और फिर अपने तार्किक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं तो आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे देखते हैं जो आप कह रहे हैं जो पहले था वह दोनों पाठ्यक्रमों की पेशकश था यहाँ हम एक तरह से डिफरेंस काम करेगा हम विभिन्न छात्रों की कुल संख्या का पता लगाते हैं हमने प्रशिक्षक आईडी द्वारा पढ़ाया जाने वाला कोर्स है जिसे मैं बाहर निकालता हूं और इसे अलग से गिनता हूं तो यह आपको इस भाग का उत्तर दे सकता है जाहिर है हम सहमत हैं कि यह एक सरल रूप में भी लिखा जा सकता है लेकिन हम यहाँ केवल विशेषता दिखाने के लिए इसे शामिल कर रहे हैं एक और क्लॉज खोजने का एक अच्छा तरीका है सम क्लॉज के तर्क को मैंने यहाँ विस्तृत किया है इसलिए हम इस चर्चा में उनमें से प्रत्येक के बारे में बात नहीं करेंगे मैं इसका अध्ययन करने और खुद को समझाने के लिए इसे आप पर छोड़ देता हूं कि आप सम से अधिक है उस विशेष नाम को परिणाम में शामिल किया जाएगा अन्यथा इसे परिणाम से बाहर रखा जाएगा सम का भी एक मूल शब्दार्थ है जिस पर यहां काम किया गया है और मैं इसे घर पर आपके अध्ययन के लिए छोड़ देता हूं आप एग्जिटस कंस्ट्रक्ट से कर दिया तो अब आप इसे एग्जिटस विफल हो जाएगी यदि यह खाली नहीं था तो आपको ऐसी प्रविष्टि मिल गई है जिसे पेश किया गया था और इसलिए यह शामिल कर लिया जाएगा तो ये समान चीजों को व्यक्त करने के सिर्फ अलग तरीके हैं लेकिन आपको जो ध्यान देना चाहिए वह है नेस्टेड सब क्वेरी के रूप में जाना जाता है यहाँ एक और उदाहरण है जो नाट एग्जिटस के उपयोग का वर्णन करता है इसलिए मैं इसे आपके खुद के अध्ययन के लिए छोड़ देता हूं हम विशिष्टता के लिए जाँच कर सकते हैं कि यूनीक पर जाते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि एक नेस्टेड सब क्वेरी को एक नया नाम दे देते हैं तो जिसका अर्थ है यह एक रिलेशन में यह सब होंगे तो यह बताता है कि कैसे आप बहुत आसानी से एक नेस्टेड सब क्वेरी बन जाता है और फिर उस पर गणना की जाती है बाकी सब कुछ इसी तरह ही है यहां एक विद क्लॉजहै जो विभागों से अधिकतम बजट एकत्र करता है तो यह आपको अधिकतम बजट का मूल्य देता है हम इसे अस्थायी तालिका अधिकतम बजट में एक विशेषता मूल्य के साथ बनाते हैं इसलिए यह रिनेमिंग उपलब्ध नहीं होगा अन्यथा इस क्वेरी के बाद यह रिलेशन की गणना के लिए है इसलिए यह मुझे बजट मूल्य देता है इससे मुझे विभाग मिलता है और विशिष्ट विभाग का बजट और यह शर्त मुझे बताती है कि मैं उन सभी विभागों को चुन सकता हूं जिनके पास अधिकतम बजट है इसका उपयोग करने का बहुत अच्छा तरीका है तो विद क्लॉज पर एक स्केलर सब क्वेरी में उपयोग कर रहे थे हम इसे एक रिलेशन संभव नहीं हैं इसलिए यदि सब क्वेरी को कैसे संशोधित करते हैं इसलिए हम रिकॉर्ड हटा दिए लेकिन अब हम चयनात्मक रूप से विलोपन प्रविष्टि और मूल्यों का अद्यतन देखेंगे अब सभी प्रशिक्षकों को हटाना आसान है डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर में कोई तालिका नहीं बदलती है तालिका वास्तव में बदल रही है क्योंकि ये प्रशिक्षक रिकॉर्ड हटा दिए गए हैं जिनका विभाग का नाम वित्त था तीसरे उदाहरण में प्रशिक्षक रिलेशन का उपयोग कर रहे हैं अब आप जानते हैं कि नेस्टेड क्वेरी हटा दिए जाते हैं और इस तरह यह सब अलग अलग प्रकार के चयनात्मक विलोपन हो सकते हैं उन सभी प्रशिक्षकों को हटा दें जिनका वेतन प्रशिक्षक के औसत वेतन से कम है फिर से यह है इसलिए आप सिलेक्शन सब क्वेरी हटाता हूं तो औसत खुद बदल जाएगा इसलिए अगर मैं इस तरीके से क्वेरी का पता लगाया जाए जिनका वेतन उस औसत से कम है और उन्हें हटा दो तो यह शुरू में आप जानते हैं कि आसान तुच्छ दिखने वाला समाधान वास्तव में सही नहीं है तो आपको इसका समाधान दो चरणों में करना होगा पहले औसत वेतन की गणना करें उन सभी टुपल्स है जो गलत बात है इसलिए फिर से इसे मैं आपके हल करने के लिए छोड़ दूँगा हम इनसरशन में विशेषताओं का क्रम याद नहीं रहता हैं तो हम उस क्रम को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें हम वास्तव में जानकारी दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं इंसर्ट इनटू कोर्स लिख सकता हूं जो एक विशेष मूल्य है प्रविष्टि के समय अज्ञात के लिए और सभी प्रशिक्षकों को छात्र के संबंध में कुल क्रेडिट बन जाएंगी और समस्या पैदा करेंगी अपडेट अक्सर क्रम पर निर्भर है और इसलिए आपके पास एक और सुविधा है जिसका ध्यान रखना है जब आपके पास चीजों को करने का विशिष्ट क्रम है तो इसे केस एक संकेत शब्द है जब वेतन 100000 से कम या उसके बराबर है तो आप ऐसे वृद्धि करते हैं अन्यथा आप ऐसे वृद्धि करते हैं यह सी का उपयोग कर सकते हैं फिर से मैं उस विवरण में नहीं जाऊंगा कृपया अध्ययन करें और आप समझ पाएंगे तो ये विभिन्न उदाहरण हैं इसलिए संक्षेप में हमने एसक्यूएल करने के मामले में बल्कि कुछ डेटा संशोधनों को करने के संदर्भ में भी बहुत उपयोगी हो सकता है